पिछले व्याख्यान में हमने प्रोटीन स्टेबिलिटी की चर्चा की प्रोटीन स्टेबिलिटी क्या है यह फ्री एनर्जी अंतर है Student Folded state विद्यार्थी फोल्डेड स्टेट फोल्डेड और अनफोल्डेड स्टेटस बराबर तो इस फ्री एनर्जी परिवर्तन की वैल्यू क्या है

विद्यार्थी औसत और प्रत्येक रेसिड्यू के लिए आप रेडियस r का गोला निर्माण कर सकते हैं है और ऐसे रेसिड्यूज को पहचाने जो 8 एंगस्ट्रांम के घेरे में है और हमारे पास प्रत्येक रेसिड्यू के लिए प्रायोगिक वैल्यू है जो सेंट्रल रेसिड्यू से घिरा हुआ है यह सेंट्रल रेसिड्यू है फिर हम वैल्यूज जोड़ते हैं और अंत में आपको सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी सेंट्रल रेसिड्यू की मिलती है तो यहां PDBपेराम 4 MBN मायोग्लोबिन है और आपको सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी पर क्लिक करना है एक बार यदि आप इसे करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी आपके प्रोटीन के सभी रेसिड्यूज के लिए प्रत्येक रेसिड्यू के लिए सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी देख सकते हैं उदाहरण के लिए टायरोसिन 103 की हाइड्रोफोबिसिटी क्या है विद्यार्थी 64 बराबर यदि आप सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यूज को देखते हैं तो कुछ रेसिड्यूज मैं सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है और कुछ मे कम क्या आप कुछ ऐसे रेसिड्यूज को पहचान सकते हैं जिनमें सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी बहुत ज्यादा है उदाहरण यदि आप 20 किलो कैलोरी प्रति मोल LEU की रेंज रखते हैं तो यह ज्यादा है विद्यार्थी और आप आईसोलुसीन और लुसीन को देख सकते हैंयह रेसिड्यूज का सेट 104107110 है यह रेसिड्यूज की हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा हैतो इन वैल्यूज से आपको पता चलेगा की प्रोटीन वातावरण में कौन से रेसिड्यूज के पास ज्यादा कांटेक्टस है और कौन से रेसिड्यूज हाइड्रोफोबिसिटी मे समृद्ध है तो हमारे पास एक पैरामीटर है सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी आप उसकी गणना कर सकते हैं और 3D स्ट्रक्चर से कोई भी इसे प्रेडीकट कर सकता है दूसरा फीचर जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वह है लॉन्ग रेंज आर्डर लॉन्ग रेंज आर्डर क्या है